हम डिजाइन के आधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे और फिर शियर फोर्स को परिभाषित करना शुरू करेंगे संरचना के लिए शियर फोर्स जो दीवारों पर और दीवारों से खम्भों तक वितरित किए जाते हैं इस प्रक्रिया को हम दोनों एकल मंजिला और बहुमंजिला संरचनाओं के लिए यहाँ पर जाँचने जा रहे हैं हालांकि यह डिज़ाइन भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन के दायरे में है तो यह अकेले ग्रेविटी डिजाइन नहीं है लेकिन फ्रेमवर्क डिजाइन के लिए यह भूकंप बल और ग्रेविटी बलों का संयोजन है जो मृत और लाइव लोड है तो हम मूल रूप से डिमांड एक्सेल फोर्सेज बेन्डिंग मोमेंट्स के वितरण को देख रहे हैं और शियर फोर्सेज जो की भूकंप भार मृत भार और इम्पोसेड लोड या लाइव लोड के संयोजन के लिए क्षण हैं तो जहां तक भूकंपीय डिजाइन का संबंध है आपके पास डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन हैं योजना कॉन्फ़िगरेशन जिस पर आप पर आ चुके हैं और उस प्रकार का सिस्टम चुनें जिसे हम वास्तव में डिजाइन करना चाहते हैं जो हमें एक प्रतिक्रिया कमी कारक की ओर ले जाता है आप डिजाइन में उपयोग कर सकते हैं और क्षैतिज भूकंपीय गुणांक पर पहुंच सकते हैं जो निर्धारित करता है कि कुल बेस शियर क्या है जो संरचना के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर का पुनरीक्षण और मूल रूप से यह किस के लिए है हमने इसके मूल्यों के बारे में बात की है जो रिइंफोर्सड मसोनरी के लिए निर्धारित है और ए टाइप बी टाइप और सी टाइप की दीवारों जैसा कि आपको याद है की पहली फिर से 1905 डिजाइन द्वारा शासित है जबकि सभी तीन अभी भी स्वीकार्य स्ट्रेस्सेस डिजाइन में हैं पहली वाली टाइप A दीवार 1905 डिज़ाइन द्वारा शासित है और इसलिए आपको इस तरह के डिज़ाइन की अनुमति केवल भूकंपीय क्षेत्र II और III की संरचनाएं में हैं और न्यूनतम सुदृढीकरण की आवश्यकता भी प्रदान की गई हैं इसलिए यहां डिजाइन 1905 के अनुसार होने जा रहा है जिसके लिए अनरिइंफोर्ससेद मसोनरी कोड एक संरचनात्मक समाधान के रूप में हैं B और C हमें आर कारक 3 और अधिकतम 4 सी तरह की दीवार के लिए पर जाने की अनुमति है जो विशेष रिइंफोर्समेंट के साथ है हमने सिर्फ रिइंफोर्समेंट के प्रतिशत को देखा जो कि हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल का लगभग 02 प्रतिशत और न्यूनतम 007 किसी भी दिशा में प्रतिशत का संयोजन है तो अगर आप आर कारक के 3 या 4 को देख रहे हैं यह आर कारक क्या कर रहा है तो यह आर कारक प्रभावों का एक संयोजन है जो समग्र संरचनात्मक व्यवहार में माना जाता है तो अगर आप इस ग्राफ में लाल रेखा देख रहे थे यह वास्तव में संरचना के समग्र पार्श्व बल डिजाइन हैं संरचना के समग्र पार्श्व बल प्रतिक्रिया हैं तो आपके पास y एक्सिस और रूफ डिस्प्लेसमेंट पर पार्श्व बल है यह एक नियंत्रण नोड है यह संरचना के शीर्ष पर माना जा रहा है और हम इसे देख रहे हैं की कैसे संरचना व्यवहार करती है जब पार्श्व बल बढ़ता है और अंत में संरचना में विफलता होती है किसी भी तंत्र द्वारा जो उसके अंतिम व्यवहार के लिए बनता है तो अगर लाल रेखा को देखो तो यह वास्तव में संरचना का वास्तविक व्यवहार है हम इस बल विस्थापन व्यवहार पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे हैं जो हमें R कारक की परिभाषा के लिए आधार देता है तो अगर आप एक संरचना को देख रहे हैं और इसकी प्रारंभिक लोचदार कठोरता के आधार पर जो प्रारंभिक रेखा है वहाँ जो बिंदीदार रेखा संरचना के प्रारंभिक वक्र के साथ है जो हमें कुल लोचदार बल निर्धारित करने में मदद करता है जो संरचना के लिए डिज़ाइन किया जाता है तो आपका लोचदार बल F इलास्टिक निर्धारित हैं लेकिन तब आप लोचदार बल के लिए डिजाइन नहीं करते हैं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की संरचना लोचदार बल को पूरी तरह से नहीं ले सकती है लेकिन नुकसान के गठन के व्यवहार से पहले ख़राब और क्षतिग्रस्त हो जाना शुरू होती है जो आप संरचना के दिए गए टोपोलॉजी में निरीक्षण करते हैं और इसलिए F इलास्टिक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने लिए डिजाइन करेंगे आपको अनुमान लगाना होगा कि आप के लिए क्या डिजाइन किया जाना चाहिए तो क्या डिजाइन किया जाना चाहिए पर पहुंचने में सक्षम होने के लिए हम F इलास्टिक परिभाषित करते है हमें परिभाषित करने की आवश्यकता है कि यह उपज बल क्या है जिस संरचना पर महत्वपूर्ण विचलन लोचदार व्यवहार से दिखाई देने लगती है और वह आपका दूसरा चरण F y हैं अब धातु संरचनाएं के विपरीत फिर से जब आप धातु संरचनाओं को देख रहे हैं तो यह कई तत्वों का मेल है यह एक एकल धातु तत्व नहीं है यह स्टील का एक बार नहीं है यह कई धातु संरचनाओं की एक मेल है यहां तक कि यह चिह्नित बिंदु नहीं है जहां तक संरचना की पैदावार का संबंध है तो संरचना की पैदावार के लिए इसी बल को परिभाषित करना नहीं है जिसे उद्देश्य पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है इस दृष्टिकोण के आधार पर एक निश्चित मात्रा में अंतर होता है उपज बल को परिभाषित करने और आम तौर पर आपके पास एक गैर रैखिक वक्र है जो कि लाल वक्र है और एक बिंदु को परिभाषित करने के लिए जो गैर रैखिक वक्र में उपज बल हैं और सीधा नहीं है तो आमतौर पर यह गैर रैखिक वक्र फिर एक समतुल्य बिलिनियर वक्र में परिवर्तित हो जाता है सख्त होकर या बिना हुए और निर्धारित प्रक्रियाएं हैं उदाहरण के लिए समान क्षेत्र का दृष्टिकोण पुनरावृत्ति पर आने वाली प्रक्रियाओं में से एक है उपज बल का एक मूल्य जहां तक संरचना के व्यवहार का संबंध है यदि आप के पास रिइंफोर्सड कंक्रीट या स्टील संरचनाएं हैं तो आप पहली उपज को देखे वह बल जिस पर पहला तत्व संरचना में उपज शुरू होता है लेकिन फिर अलग अलग तरीके हैं जिनसे संपर्क किया जाता है तो हम कहते हैं कि एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके या कुछ विशिष्ट नुस्खे का उपयोग करके जैसे पहली उपज के रूप में आप संरचना के उपज बल पर पहुंचते हैं तो लोचदार बल और संरचना की उपज बल के अनुपात के बीच दुक्तिले व्यवहार के कारण दुक्तिले है संरचना में अब उपज है और संरचना का डिस्प्लेसमेंट उस बिंदु से काफी बड़ी होने जा रही है और इसलिए यह संरचना Δu के अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट का अनुपात उपज डिस्प्लेसमेंट के साथ अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट टू उपज डिस्प्लेसमेंट के लिए संरचना का डिस्प्लेसमेंट दुक्तिलिटी है तो पहला पैरामीटर जो दुक्तिलिटी Felastic by Fy के कारण हैं उस घटना को कैप्चर कर रहा है जो संरचना में उपलब्ध दुक्तिलिटी हैं तो यह वह जगह है जहाँ आपका पहला योगदान कारक हैं हम कारक μ के साथ दुक्तिलिटी को नामित करते हैं हम मूल रूप से डिस्प्लेसमेंट दुक्तिलिटी का जिक्र कर रहे है जहां संरचना का यह डिस्प्लेसमेंट दुक्तिलिटी कुछ भी नहीं है लेकिन यह अब लगभग क्षैतिज चल रहा है Δu से Δy का अनुपात तो Δu से Δy के लिए इस Rμ का उपयोग करके हम वास्तव में Felastic to Fy अनुपात की बात कर रहे हैं इसलिएवह पहला भाग है आपके पास अतिवृद्धि भी होती है तो आप एक विशिष्ट मूल्य पर निश्चित सामग्री की उपज पर अपेक्षा करते हैं जो औसतन उस सामग्री की उपज होती है परंतु विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधार पर मौजूदा दोषों के आधार पर तथ्य के आधार पर सामग्री में परिवर्तनशीलता होगी सामग्री में एक अतिवृद्धि होगी और आवश्यक नहीं है कि उपज विशेष मूल्य पर हो और इसलिए एक अतिवृद्धि कारक है जिसे जिम्मेदार होना चाहिए और उस अनुपात को इस F y F s द्वारा लाया जाता है अब यह F y F s एक मान है जो 1 से अधिक और किस प्रकार की सामग्री हम देख रहे हैं पर निर्भर करता है उस पर कोई भी पहुंच सकता है जो सही अतिवृद्धि कारक है जिसे आप किसी दिए गए टोपोलॉजी के लिए उपयोग करना चाहिए रिइंफोर्सड कंक्रीट के लिए मुझे कितना उपयोग करना चाहिए मुझे स्टील के लिए कितना उपयोग करना चाहिए स्टील के लिये ये मूल्य बहुत कम हैं क्योंकि यह एक ऐसी सामग्री है जो परिवर्तनशीलता द्वारा प्रभावित नहीं है लेकिन मसोनरी और कंक्रीट जैसी सामग्रियों के लिए F y F s एक महत्वपूर्ण संख्या है और उपेक्षित नहीं किया जा सकता है यही कारण है कि दूसरे कारक द्वारा ध्यान रखा जाता है RΩ यहाँ वास्तव में अतिवृष्टि के कारण हैं तो F y F s वही तत्व है जो अंदर आता है और तीसरा एक डिजाइन दृष्टिकोण है जो हम ले रहे हैं इसलिए अगर हम ताकत के लिए डिजाइन कर रहे थे अगर हम सीमित राज्य डिजाइन को अपना रहे थे और अंतिम शक्ति डिजाइन कर रहे हैं अल्टीमेट व्यवहार द्वारा परिभाषित लिमिट स्टेट पर डिजाइन करना तब हम F s पर रुक जाते थे अगर हम ताकत डिजाइन कर रहे थे तो F s हमारे डिजाइन बल है हालांकि इस विशेष मामले में हम स्वीकार्य तनाव दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं और इसलिए F s वह नहीं है जिसके लिए हम डिजाइन करेंगे हम डिजाइन बल को नीचे लाने के लिए सुरक्षा के एक कारक का उपयोग करते हैं और इसलिए प्रतिक्रिया में कमी का तीसरा घटक जो हम लाये हैं स्वीकार्य तनाव के कारण है और वह R y है तो F s Fdesign परिभाषित करेगा कि वह कारक क्या है यहाँ एक सरल अनलोगी है जब हम प्रिज्म परीक्षण का उपयोग कर के मसोनरी की संक्षिप्त शक्ति को देख रहे थे हमने तब प्रिज्म परीक्षण से बुनियादी कंप्रेसिव स्ट्रेस को देखा जो कंप्रेसिव स्ट्रेसका 25 प्रतिशत था हम सुरक्षा के फैक्टर 4 को ला रहे थे यह ऐसी स्थिति के अनुरूप है जहां कि सामग्री एक निश्चित मूल्य पर उपज कर रही है या एक निश्चित मूल्य पर असफल हो रही हैं लेकिन मैं इसे उस स्तर पर डिजाइन नहीं करना चाहता हूँ मैं पहले से ही इसे ओवर स्ट्रेंथ के लिए कम कर देता हूं और फिर इसे सुरक्षा के कारक के लिए कम कर देता हूं और यहाँ यह देखा जा सकता है F s Fdesign तो RΩ ओवर स्ट्रेंथ की देखभाल कर रहा है तो आप वास्तव में F y F s को देख रहे हैं आप तब R y को देख रहे हैं जो कि F s Fdesign है जो डिजाइन शक्ति है काम तनाव दृष्टिकोण के तहत जो आप अपना रहे हैं अब ये ओवर स्ट्रेंथ कारक दुक्तिलिटी कारक और स्वीकार्य तनाव डिजाइन कारक एक साथ जिसे हम व्यवहार कारक के रूप में संदर्भित करते हैं तो यह एक शब्द है आर वास्तव में यह कई घटनाओं का एक समूह है और यह रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर कहा जाता है क्योंकि जहां तक डिजाइन का संबंध है यह हमारे लिए प्रतिक्रिया को कम कर रहा है लेकिन भूकंप इंजीनियरिंग साहित्य में इसे व्यवहार कारक के रूप में जाना जाता है तो भूकंप के तहत संरचनात्मक व्यवहार मूल रूप से इन तीन प्राथमिक पहलुओं द्वारा शासित है जहां तक आपके डिजाइन बल हैं यदि आप किसी भी स्वीकार्य तनाव डिजाइन लाना चाहते हैं तो आप Ry में लाते हैं लेकिन आपको ओवर स्ट्रेंथ और दुक्तिलिटी कारक पर विचार करना होगा तो यह शुरुआती बिंदु है तो आर कारक का आपको क्या उपयोग करना चाहिए हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं उसके आधार पर परिभाषित करते हैं भूकंपीय गुणांक डिजाइन क्या है अब डिजाइन भूकंपीय गुणांक चुन रहे हैं बताता हैं हम डिजाइन बल भी चुन रहे हैं जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं और यही वह है जो डिजाइन आधार भूकंप Z 2 को देखते हैं जो कि 2 से विभाजित क्षेत्र कारक है जो उस कारक से गुणा करता है जो आपको बताता है संरचना के कंपन की अवधि के आधार पर मांग स्तर क्या है जो Sag प्रतिक्रिया कमी पहलू से विभाजित है लेकिन यह फिर से योग्य हो गया है जो संरचना के महत्व कारक पर निर्भर करता है इसलिए यह हमारा शुरुआती बिंदु है जहां तक समग्र प्रणाली डिजाइन बलों का संबंध है Ah की स्थापना की और फिर इससे शियर फोर्स और आधार शियर फोर्स Ah को वितरित किया गया हैं इसलिए हम अगले व्याख्यान में दी गई दीवार के भीतर सिस्टम लेवल डिजाइन से पियर शियर फोर्सेज तक जाएंगे धन्यवाद